अभिवादन और परिणाम आधारित शिक्षा पर मॉड्यूल 1 की इकाई 12 में आपका स्वागत है वर्तमान इकाई अफेक्टिव क्षेत्र से संबंधित है पहले की इकाई में हमने मेटाकॉग्निटिव ज्ञान के मुद्दे को संबोधित किया था और हमने इसके स्वरूप और महत्व को देखा खासकर जब आपके पास अपेक्षाकृत खराब कॉग्निटिव क्षमता वाले छात्र होते हैं तो मेटाकोग्निटिव ज्ञान की भूमिका बहुत बढ़ जाती है यदि आप इस आयाम पर ध्यान नहीं देते हैं तो छात्र का प्रदर्शन बहुत खराब हो सकता है वर्तमान इकाई अफेक्टिव क्षेत्र से संबंधित है हम सीखने में अफेक्टिव क्षेत्र की प्रकृति और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें हम शामिल हैं चाहे किसी व्यक्ति से मिलना सड़क पर चलना किताब पढ़ना या अधिक महत्वपूर्ण बात कक्षा में कुछ सुनना उस में हमेशा एक भावना शामिल होती है हम कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम इसे महसूस नहीं करते' या कभी कभी हमारे पास इसके साथ एक मजबूत भावना जुड़ी होती है जैसे कि पसंद या नापसंद किसी भी चीज के साथ जब हम बाहरी दुनिया के साथ बातचीत कर रहे होते हैं इसलिए भावनाएं होना हमारी बाहरी दुनिया के साथ सभी बातचीत की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अफेक्टिव क्षेत्र बाहरी दुनिया के साथ हमारी बातचीत से जुड़ी भावनाओं के इस विशेष मुद्दे को संबोधित करता है आइए उन कारकों को देखें जो वास्तव में नॉन कॉग्निटिव हैं अब तक हम कॉग्निटिव प्रक्रियाओं और ज्ञान के संदर्भ में कॉग्निटिव गतिविधियों को देख रहे हैं लेकिन अगर आप कुछ नॉन कॉग्निटिव कारकों को देखते हैं तो इस क्षेत्र के सभी शोधकर्ता दृढ़ता से मानते हैं कि नॉन कॉग्निटिव कारक और कौशल समान रूप से या शिक्षाप्रद प्रक्रियाओं में कॉग्निटिव पहलुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं आइए एक उदाहरण लेते हैं जब शिक्षक एक व्याख्यान शुरू करता है और किसी कारण से छात्र ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं समझने या न करने की आगामी क्षमता को अकेला छोड़ दें किसी कारण से वह पूरी चीज के बारे में नकारात्मक भावना रखता है तो वह ध्यान भी नहीं देगा अगर वह ध्यान नहीं देता है तो उससे कुछ भी सीखने की संभावना नहीं है तो यह एक भावना है या कभी कभी एक मजबूत भावना हो सकती है जो खुद लगभग एक गेट के रूप में कार्य कर सकती है यानी कि अगर मैं ध्यान देने को तैयार नहीं हूं तो सीखने का एक छोटा तत्व भी संभव नहीं है ध्यान केवल एक पहलू है लेकिन धैर्य तप जिज्ञासा व्यवहार आत्म अवधारणा आत्म प्रभावकारिता चिंता का मुकाबला करने की रणनीति प्रेरणा दृढ़ता आत्मविश्वास अक्सर नॉन कॉग्निटिव कारकों में से कई हैं इन सभी शब्दों का उपयोग विभिन्न लोगों द्वारा कई चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है धैर्य तप जिज्ञासा जैसे ये शब्द वे पूरी तरह से अलग अलग शब्द नहीं हैं लेकिन वे सभी नॉन कॉग्निटिव कारक हैं और इन कारकों में से कई अफेक्टिव क्षेत्र में आते हैं जहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम इसे अफेक्टिव संघर्ष कहते हैं अब हम कक्षा में जरूरी नहीं एक गतिशील बहुलवादी शहरी औद्योगिक समाज में बढ़ते हुए व्यक्ति को देखते हैं जैसे की भारत है यह गतिशील बहुलवादी है और शहरी औद्योगिक समाज तेजी से बदलती कुछ परिस्थितियों का सामना करता है यहां तक कि कुछ वर्षों का अंतर होने पर आप अपने वरिष्ठ छात्रों को पिता या दादा के रूप में संदर्भित करना शुरू कर देते हैं यहां तक कि लोगों द्वारा किए जाने वाले अनुभवों के बीच 3 4 साल भी बहुत अंतर कर रहे हैं और क्या होता है जब युवा विभिन्न प्रकार के अनुभवों से सामना करते हैं जो कि बुजुर्गों के पूर्व वयस्क अनुभवों का हिस्सा नहीं थे अगर माता पिता और बच्चों की बात करें तो उम्र का बहुत बड़ा अंतर है माता पिता जबकि वे अपने बच्चों की देखभाल करना चाहते हैं किसी भी तरह के अनुभवों से नहीं गुज़रे हैं जिनसे बच्चे गुज़र रहे हैं वयस्क लोग भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि वे अपनी पिछली विसंगतियों और अंतर्विरोधों को समेटने का प्रयास करते हैं युवा पीढ़ी को इस तरह के भ्रम आसानी से सूचित हो सकते हैं जब माता पिता भ्रमित होते हैं जाहिर है उन भ्रमों को बच्चों को भी हस्तांतरित किया जाता है और इस तरह का वातावरण स्वस्थ मनोवैज्ञानिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है उदाहरण के लिए एक अभिभावक के रूप में मैं यह भी नहीं जानता कि युवाओं पर सेल फोन के मजबूत और सभी व्यापक प्रभाव को कैसे संभालना है मुझे पता है कि यह स्वस्थ नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभालना है इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए अफेक्टिव शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसका मतलब है तेजी से बदलती परिस्थितियों के कारण छात्र अपने जीवन में संघर्ष करते हैं प्रत्येक व्यक्ति और अफेक्टिव शिक्षा के भीतर संघर्ष पैदा करते हैं सिद्धांत रूप में इस विशेष संघर्ष को संबोधित कर सकते हैं और इस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं हम समाधान की गारंटी नहीं दे सकते हैं लेकिन कम से कम यह इस समस्या को हल करने में मदद करता है अफेक्टिव क्षेत्र आमतौर पर भावनाओं से जुड़ा होता है यह आमतौर पर किसी घटना वस्तु व्यवहार नीति या स्थिति के लिए सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है हमारी प्रतिक्रियाओं को आमतौर पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जाता है पहला स्तर सकारात्मक या नकारात्मक है और अभी मस्तिष्क की तंत्रिका विज्ञान से हमारा ज्ञान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इससे जुड़ा एक संकेत है जो या तो सकारात्मक या नकारात्मक है और सकारात्मकता की डिग्री और नकारात्मकता की डिग्री भी इससे जुड़ी हुई प्रतीत होती है जब भी संवेदी इनपुट आता है तो प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक कितनी मजबूत है उसी समय पता लग जाता है यह स्वयं मस्तिष्क के निर्माण का हिस्सा प्रतीत होता है

हमारी प्रतिक्रिया उन घटनाओं की हो सकती है जिनके बारे में हम जागरूक हो रहे हैं यहां तक कि अखबारों या टीवी या हमारे सामने होने वाली किसी भी अन्य जानकारी के माध्यम से या वस्तुओं व्यवहार नीतियों या स्थितियों से इसलिए किसी भी चीज और हर चीज के लिए हमारी पहली स्तर की प्रतिक्रिया या तो सकारात्मक या नकारात्मक होती है और सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया से जुड़ी ताकत की एक डिग्री भी होती है इतना तंत्रिका विज्ञान द्वारा स्थापित किया गया है अफेक्टिव व्यवहार भावनाओं की अलग अलग डिग्री के साथ होता है एक सकारात्मक और नकारात्मक है और ऐसी अन्य भावनाएं हो सकती हैं जो पूर्वनिर्धारणों के विशिष्ट संपर्क या परिहार को दर्शाती हैं हमारी भावनाओं के आधार पर या तो आप किसी घटना या किसी वस्तु से संपर्क करते हैं या उससे बचते हैं आप एक व्याख्यान में भाग नहीं लेना चाहते हैं या आप इस विषय को पसंद नहीं करते हैं कई लोगों के पास इन चीजों के प्रकार हैं यहां तक कि एक अच्छे छात्र को सभी विषय एक समान पसंद नहीं हो सकते हैं अच्छे या बुरे विषय जैसे कुछ भी नहीं हैं सभी विषय समान रूप से अच्छे या समान रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन फिर भी छात्रों में उन विषयों के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक भावना होती है जो छात्र के भीतर है और विषय के साथ नहीं इसलिए अगर मुझे वह विषय पसंद नहीं है तो मैं उस पर समय नहीं बिताना चाहता हूं या मैं उस के साथ अपनी भागीदारी को कम करने की कोशिश करता हूं पर्यावरण के साथ सहभागिता में एक व्यक्ति का अतीत का अनुभव प्रकृति और अफेक्टिव प्रतिक्रियाओं के दायरे को आकार देता है जाहिर है हम वही हैं जो अपने आनुवंशिक बनावट के साथ साथ उन अनुभवों पर निर्भर करते हैं जो हम अपने जन्म के बाद से करते आ रहे हैं इसलिए इस हद तक हमारी अफेक्टिव प्रतिक्रियाएँ अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग होंगी पियर्स एंड ग्रे के अनुसार यह एक प्रकार का अफेक्टिव क्षेत्र है ऐसे कुछ शब्द हैं जिनसे हमें परिचित होना चाहिए हमने इसे अफेक्टिव क्षेत्र कहा है तो एक अफेक्ट क्या है यह भावनात्मक प्रतिक्रियाशील या मूल्यांकन के व्यवहार के अवलोकन के माध्यम से व्यक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना की कोई भी प्रकार या डिग्री है शिक्षक छात्रों द्वारा प्रदर्शित भावना प्रतिक्रिया या मूल्यांकन व्यवहार के माध्यम से अफेक्ट का निरीक्षण कर सकते हैं अफेक्ट खुद सकारात्मक या नकारात्मक भावना का कोई भी प्रकार या डिग्री है दो शब्द हैं जो मुझे यकीन है कि हर कोई उपयोग करता है कभी कभी जाने अनजाने में मनोदृष्टि और मूल्य मनोदृष्टि मुख्य रूप से विशेष वस्तुओं विचारों या कार्यों के लिए या उनके खिलाफ अपरिष्कृत झुकाव या स्वभाव हैं वे सामान्य भावना संकेतक के रूप में सेवा करते हैं जो आमतौर पर व्यवहार को प्रभावित करते हैं इसलिए हर किसी की मनोदृष्टि होती है मनोदृष्टि बहुत सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से लेने की आवश्यकता नहीं है यह अनिवार्य रूप से अपरिष्कृत झुकाव है क्योंकि किसी के पास ऊर्जा या समय ना हो या प्रत्येक प्रकार के झुकाव या स्वभाव की जांच करने के लिए पर्याप्त समय ना हो यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने प्रतिक्रिया दी है मुझे पसंद है या नहीं पसंद है और मैं उसी के आधार पर व्यवहार करता हूं जबकिमूल्य विशेष वस्तुओं विचारों और कार्यों के लिए खिलाफ परीक्षित स्वभाविक अंतर्दृष्टि है इसका मतलब है कि हमने इन जानकारियों का परीक्षण किया है और फिर हम किसी चीज की व्यवस्थित अन्वेषणों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचे हैंI हो सकता है कि ये चीजें हमारे घर स्कूलों और कॉलेजों में प्रशिक्षण के माध्यम से या लोगों और परिस्थितियों के साथ हमारे स्वयं के अन्वेषणों के माध्यम से आई हों मूल्य एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण मानता है हम इसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज को महत्व देता है तो वह उसे लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में इसके लायक समझता है उदाहरण के लिए A और B के लक्ष्य काफी भिन्न हो सकते हैं A के मूल्य और क्या B के मूल्य भिन्न हो सकते हैं इस प्रकार दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच मूल्य भी भिन्न हो सकते हैं मूल्य उदाहरण के लिए आनंद संरक्षण सम्मान समर्थन ये केवल उदाहरण हैं सुसंगत व्यवहार के लिए विशिष्ट मार्गदर्शक हैं मुझे हर समय किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है की यदि मैं किसी चीज को महत्व देता हूं क्योंकि वह मेरा दूसरा स्वभाव बन जाता है प्रकृति का सम्मान करना स्वच्छता का सम्मान करना मूल्य है अगर मैंने किसी तरह इनका पालन किया है जरूरी नहीं कि एक मनोदृष्टि के रूप में लेकिन अगर मैं इसे एक मूल्य के रूप में प्राप्त करता हूं तो यह मेरे व्यवहार में सुसंगत रूप से परिलक्षित होता है ये तीन शब्द हैं जिन्हें वास्तव में जरूर समझना चाहिए अफेक्टिव क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए तीनों क्षेत्रों में सभी गतिविधियों में तीन चरण प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं एक संवेदी इनपुट है यह पांच इंद्रियों में से किसी एक से आता है संवेदी इनपुट मस्तिष्क में जाता है और यह इस जानकारी को विभिन्न क्षेत्रों में संसाधित करता है इसके परिणामस्वरूप वहाँ एक आउटपुट बनता है तो ये तीन चरण की प्रक्रिया है कि क्या यह कॉग्निटिव अफेक्टिव या साइकोमोटर है यह होता है जबकि साहित्य में अफेक्टिव क्षेत्रों के कई वर्गीकरण हैं पियर्स और ग्रे यह तीन चरण प्रक्रिया का उपयोग किया है कि कैसे मस्तिष्क कार्य करता है कर निर्धारण के आधार के रूप में हमारे पास छह कॉग्निटिव स्तर हैं इसी तरह पियर्स ग्रे टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन में छह अफेक्टिव स्तरों की पहचान होती है अफेक्टिव क्षेत्र और कॉग्निटिव क्षेत्र के बीच मुख्य अंतर निश्चित रूप से हम उस तरह की अफेक्टिव प्रक्रियाओं को देख रहे हैं जो गुजरती हैं लेकिन हम कॉग्निटिव स्तरों और अफेक्टिव स्तरों के बीच मेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं एक और धारणा यह है कि जब हम उच्च से उच्च अफेक्टिव स्तर पर जाते हैं तो उच्च से उच्च कॉग्निटिव गतिविधि होती है यह एक धारणा है और कम से कम अब तक यह कई गतिविधियों के लिए सही मानी है पियर्स ग्रे टैक्सोनॉमी ऑफ अफेक्टिव डोमेन छह स्तरों की पहचान करती है जैसे कॉग्निटिव क्षेत्र में याद करना समझना लागू करना और इसी तरह और भी बहुत है यहां हम पर्सीव रिएक्ट कंफर्म वैलिडेट अफेक्टिव जज और अफेक्टिव क्रिएट के बारे में बात करते हैं प्रत्येक स्तर के लिए हम दो तीन उप प्रक्रियाओं की पहचान कर रहे हैं जैसा कि हमने कॉग्निटिव स्तरों के मामले में भी देखा है प्रत्येक श्रेणी के तहत हमने कुछ उप प्रक्रियाओं की पहचान की थी उसी तरह प्रत्येक प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से समझने के लिए उप प्रक्रियाएं हैं हम बहुत विस्तार में उप प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे लेकिन हम आपके यह ध्यान में लाना चाहेंगे कि प्रत्येक छः अफेक्टिव स्तरों में उप प्रकार होते हैं आइए हम इनमें से हर एक को एक सीमित सीमा तक देखें मुख्य रूप से अफेक्टिव क्षेत्र लाने का उद्देश्य शिक्षकों को इसकी भूमिका के प्रति अवगत करना है यदि कोई वास्तव में इसे अपने अनुदेशात्मक तरीकों में उपयोग करना चाहता है तो आपको इस पाठ्यक्रम की केवल एक इकाई की तुलना में थोड़ा अधिक समय देना होगा पर्सीव यदि किसी छात्र को कुछ कारणों से कुछ सुनने में दिलचस्पी नहीं है तो आप पहले स्तर को भी पार नहीं कर रहे हैं पर्सीविंग में दूसरों की बात सुनना शामिल है एक उदाहरण लें आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दे मुझे यकीन है कि कई जीव विज्ञान पाठ्यक्रम इस मुद्दे को संबोधित करेंगे हम इसे विभिन्न अफेक्टिव स्तरों को समझने के लिए मंच के रूप में उपयोग करेंगे सबसे पहले मैं नैतिक मुद्दों के बारे में कोई दृष्टिकोण रख भी सकता हूं और नहीं भी और अगर मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूं तो मैं पर्सीव नहीं कर सकता तो पहला स्तर सुनने की इच्छा है दूसरों के दृष्टिकोण को सुनो न केवल इच्छा बल्कि मैं दूसरों के दृष्टिकोण को सुन रहा हूं और आप इनमें से किसी भी कार्रवाई क्रिया का उपयोग कर सकते हैं यहां हमने कहा कि सुनो पूछो चुनो वर्णन करो अनुसरण करो दे दो पकड़ो और इत्यादि आप पाएंगे कि इन कार्रवाई क्रियाओं में से कुछ विभिन्न अफेक्टिव स्तरों पर सामान्य होंगी दूसरा शब्द रिएक्ट है पहली बात यह है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं और फिर यदि आप केवल सुनने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन आप वास्तव में सुन रहे हैं तो आप रिएक्ट करने के लिए तैयार हैं कभी कभी मैं कुछ सुनता हूं लेकिन मुझे इसे आगे बढ़ाने या आगे कुछ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है हां मैंने किसी की बात सुनी है उसे रखो मुझे याद है या नहीं लेकिन यह यही समाप्त होता है इसके अगले स्तर पर रिएक्ट है उदाहरण के लिए यदि छात्र आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों पर अपने अतीत और वर्तमान प्रतिक्रियाओं की प्रकृति पर चर्चा करता है तो इसका मतलब है कि वह इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है कि वह इसके बारे में क्या सोचता है और न केवल चर्चा करने के लिए तैयार है बल्कि वह वास्तव में इस पर चर्चा करता है इसका एक और रूप है अगर एक छात्र सहपाठियों के साथ चर्चा करता है कि क्या उसे आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों पर उसी तरह से प्रतिक्रिया जारी रखनी चाहिए या नहीं और इसके द्वारा छात्र एक और कदम आगे बढ़ रहा है छात्र एक कदम आगे जाने के लिए तैयार है वह पूछ रहा है वह चर्चा कर रहा है कि क्या वह उसी तरह से प्रतिक्रिया देना जारी रखता है या नहीं एक और स्तर एक और कदम आगे है जब छात्र आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों को हल करने में टीम के साथियों की सहायता करने के लिए तैयार है यह सिर्फ एक और वृद्धिशील कदम है इस अर्थ में आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह व्यवहार करना है और बाकी सब बकवास है जाहिर है आप आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों को हल करने में दूसरों की सहायता नहीं कर सकते तो इसमें रिएक्शन के तीन स्तर हैं और कुछ कार्रवाई क्रियाएं सामान्य उत्तर सहायता अनुपालन पुष्टि चर्चा अभिवादन आदि हैं तीसरा स्तर कंफर्म है आप एक कदम आगे जा रहे हैं नैतिक दृष्टिकोण से आनुवांशिक प्रयोग के संबंध में उनके द्वारा लिए गए पद को औचित्य साबित करना पहले आप साझा करने और चर्चा करने के लिए तैयार थे आगे जाकर हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नैतिक दृष्टि से विशेष स्थिति उपयुक्त क्यों है और आगे एक और वृद्धिशील स्तर आनुवांशिकी और जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक समस्याओं को हल करते समय नैतिक मानकों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना है आप उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं इसका मतलब है जो कुछ भी मैं प्रयोगशाला में करता हूं या जिस तरह की समस्याओं को मैं संबोधित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं उन नैतिक मानकों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा हूं और उन नैतिक मानकों के अनुरूप हूं जो वर्तमान में अभ्यास में हैं तो यहाँ कुछ कार्रवाई क्रिया पूर्ण प्रदर्शन अंतर व्याख्या अनुसरण रूप आरंभ इत्यादि हैं वैलिडेट पर आते हैं मैं एक निश्चित मानक का पालन कर सकता हूं क्योंकि इसका पालन किया जाना चाहिए लेकिन मैं उस नैतिक मानक के सभी प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं अगले स्तर में आप दो पन्ने लिखते हैं जिसमें बताया गया है कि आप अपने वर्तमान दृष्टिकोण को नैतिक दृष्टिकोण से बनाए रखने संशोधित करने या त्यागने का इरादा क्यों रखते हैं यदि कोई भी इस वर्तमान मानक को बनाए रखने या संशोधित करने या छोड़ने के लिए तैयार है और आप इसके लिए कारण प्रदान कर रहे हैं इसका मतलब है आप हमारे द्वारा बनाए गए तथ्यों या मान्यताओं के आधार पर बहुत विस्तार से बता रहे हैं तब आप वैलिडेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं इससे संबंधित एक अन्य गतिविधि नैतिक मानकों का पालन करना है और आनुवांशिक और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है इसका मतलब है कि आप नैतिक मानकों का पालन करने के लिए तैयार हैं जब आप चर्चा कर रहे हैं तो आपने अब नैतिक मानकों के संबंध में एक पद लिया है इसका बचाव करते हुए उस संदर्भ में बहस करते हैं ये कुछ कार्रवाई क्रियाएं हैं व्याख्या करना पालन करना औचित्य देना प्रस्ताव करना पढ़ना रिपोर्ट करना इत्यादिI अफेक्टिव जज अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी में नैतिक मुद्दों के बारे में पशु प्रेमी एक ऐसा समाज है जो पशु अधिकारों की रक्षा करता है वैज्ञानिक जो वास्तव में जीव विज्ञान में प्रयोग करते हैं और आम जनता इस पर सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं स्पष्ट रूप से लोगों ने इस नैतिक मुद्दों पर कई दृष्टिकोण रखें हैं विभिन्न समूहों द्वारा आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी पर नैतिक मुद्दों पर उठाए गए कई दृष्टिकोण को देखते हुए आप उनकी तुलना कैसे करना चाहते हैं आप कैसे एक दृष्टिकोण लेते हैं इसका मतलब है आप कुछ मापदंड विकसित कर रहे हैं जिसके आधार पर कोई नैतिक मुद्दों का न्याय कर सकता है पहले जजिंग में मापदंड की पहचान करना और उन मानदंडों को लागू करना शामिल है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह भाषा अब कॉग्निटिव क्षेत्र की मूल्यांकन प्रक्रिया के समान होने लगी है आपको मापदंड विकसित करने होंगे और उन मानदंडों को लागू करने के लिए तैयार रहना होगा यह दो प्रक्रियाएं अफेक्टिव जज में शामिल हैं कार्रवाई क्रिया पालन परिवर्तन व्यवस्था संयोजन विकास पूर्ण बचाव और इत्यादिइ ध्यान रहे जो वक्तव्य दिया गया है वह केवल एक उदाहरण है तो कोई भी इन कार्रवाई क्रियाओं का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के संबंध में अफेक्टिव जज से संबंधित गतिविधि लिखने के लिए कर सकता है यहां हम इन उदाहरणों को बनाने के आधार के रूप में एक जीव विज्ञान कार्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं अगला स्तर है अफेक्टिव क्रिएट यह व्यावहारिक रूप से कॉग्निटिव क्रिएट के साथ मेल खाता है एक रिपोर्ट तैयार करें जो एकत्र किए गए आधार सामग्री पर बनाई गई मान्यताओं द्वारा समर्थित आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी पर अपने स्वयं के नैतिक मानक को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है मैं अब एक नैतिक मानक बनाने और प्रस्तावित करने के उच्चतम स्तर पर जा रहा हूं यह एकपक्षीय नहीं है लेकिन उपलब्ध आधार सामग्री पर कुछ मान्यताओं पर आधारित है कार्रवाई क्रियाएं कर्म सृजन प्रभाव संशोधित और प्रदर्शन आदि हैं ये अफेक्टिव क्षेत्र के छह अफेक्टिव स्तर हैं गोलस कॉग्निटिव क्षेत्र के मामले में हमारे पास कॉग्निटिव प्रक्रियाएं और ज्ञान श्रेणियां थीं इसी तरह यहाँ हमारे पास अफेक्टिव गोलस और अफेक्टिव स्तर हैं ये गोलस बिहेवियरल गोलस प्रोसीजरल गोलस सब्सटेंसेव गोलस हैं बिहेवियरल गोलस साथी छात्रों शिक्षक और संस्थानों सहित अन्य लोगों के अधिकारों भावनाओं और संपत्ति से संबंधित मनोदृष्टि और मूल्य हैं इसमें आप बिहेवियरल गोलस मनोदृष्टि और मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं अपने शिक्षक के प्रति आपका क्या रवैया है आपके छात्रों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है या शिक्षक के साथ बातचीत करते समय आपका क्या मूल्य है ये बिहेवियरल गोलस हैं प्रोसीजरल गोलस मनोदृष्टि और मूल्य होते हैं जो मुख्य रूप से प्रदर्शन के साथ संबंधित होते हैं जैसे गहन सोच के लिए सम्मान आलोचनात्मक सोच एक प्रक्रिया है या उद्देश्य सोच एक प्रक्रिया है तार्किक विश्लेषण एक प्रक्रिया है तो यह आपका मनोदृष्टि और मूल्य है जो मुख्य रूप से एक आलोचनात्मक सोच निष्पक्षता साक्ष्य और तार्किक विश्लेषण के लिए सम्मान प्रदर्शित करते हैं उदाहरण के लिए साक्ष्य के संबंध में आप कितने गंभीर हैं यदि कोई कहता है कि यह साक्ष्य है और यदि आपके पास यह प्रोसीजरल गोलस नहीं है तो आप केवल यह कह सकते हैं कि मुझे आपके पास मौजूद साक्ष्यों की परवाह नहीं है जिसका अर्थ है आपके पास सबूत के प्रति सही तरह का मनोदृष्टि और मूल्य नहीं है सब्सटेंसेव गोलस मनोदृष्टि और मूल्य होते हैं जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक नैतिक और सौंदर्य संबंधी प्रश्नों जैसे बड़े और बहुलवादी समाज के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित होते हैं क्या आप ऐसे समूह के नैतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं जिसका समाज में नैतिक मूल्य किसी और से भिन्न है विशेष रूप से भारत जैसे बहुलवादी समाज में क्या आपके पास आर्थिक सामाजिक राजनीतिक से संबंधित मूल्य हैं और क्या आपके पास पर्यावरण नैतिक और सौंदर्य संबंधी प्रश्न हैं इस संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है अब जैसा कि आप हर समय देख सकते हैं कि हम शब्द मनोदृष्टि और मूल्य का उपयोग कर रहे हैं क्या शिक्षकों को लगभग यह कहना चाहिए कि आपके पास आपका मनोदृष्टि और मूल्य है और मेरे पास मेरा है जाहिर है दो व्यक्तियों के अलग अलग मनोदृष्टि और मूल्य होंगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए एक तरीका यह है कि विवाद से बचने की कोशिश की जाए ऐसे प्रश्न में न जाएं जिसमें विवाद शामिल हो जैसे दो अलग अलग दृष्टिकोणों या दो अलग अलग मूल्यों के बीच अंतर या निष्पक्ष या तटस्थ होने का प्रयास करें मैं एक पर्यवेक्षक हूं और मैं अपना विचार व्यक्त नहीं करने जा रहा हूं दूसरा तरीका छात्रों को स्वीकार्य मूल्यों में स्थापित करने का प्रयास है किसके लिए स्वीकार्य है मेरे लिए स्वीकार्य या आम जनता क्या कहती है अब अन्य चीजें हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए मैं अपने छात्रों में उन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करता हूं यह इनमें से कोई भी हो सकता है निष्पक्ष रहें विवाद से बचें या स्वीकार्य मूल्यों के समूह को स्थापित करें यह आपको स्वीकार्य हो सकता है लेकिन हो सकता है यह अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को स्वीकार्य नहीं हो शिक्षक को सुझाव यह केवल एक सुझाव है शिक्षक को एक रक्षात्मक पक्षपात की भूमिका लेनी चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से बहुलवादी और लोकतांत्रिक रूप से उन्मुख समाज में शिक्षकों के लिए उपयुक्त है रक्षात्मक पक्षपात क्या है एक शिक्षक के रूप में मैं अपने कारणों की व्याख्या करता हूं और मैं एक पद लेता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरी वजह से एक ही पद ले यदि आप मेरे कारणों को स्वीकार करते हैं तो आप इस पद को ग्रहण कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो छात्र विभिन्न प्रकार के धर्मों समुदाय सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए शिक्षक का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मूल्यों को सिखाया नहीं जाता है लेकिन उनकी गंभीर रूप से जांच की जाती है एक शिक्षक की भूमिका केवल मूल्यों की आलोचनात्मक जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए है लेकिन विशेष पद लेने की नहीं लेकिन मैं अपना पद लेता हूं और मैं इसका बचाव करता हूं और इसे अपने पद के रूप में प्रस्तुत करता हूं तो यह शिक्षक के लिए एक अनुशंसित भूमिका है एक अभ्यास के रूप में जिन पाठ्यक्रमों से हम परिचित हैं उनमें से किसी एक मुद्दे पर एक या अधिक अफेक्टिव स्तरों पर अफेक्टिव परिणामों के उदाहरण दें कुछ पाठ्यक्रमों में आप सभी अफेक्टिव स्तरों को संबोधित करने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर एक या एक से अधिक अफेक्टिव स्तरों पर अफेक्टिव परिणामों के कुछ उदाहरण दे और अगली इकाई में हम सीखने में साइकोमोटर क्षेत्र की प्रकृति और महत्व को समझने का प्रयास करेंगे जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy का तीसरा क्षेत्र है ध्यान देने के लिये धन्यवाद शब्दकोष